नमस्ते डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पर मॉड्यूल 3 यूनिट 10 में आपका स्वागत है पिछली इकाई में हमने मेरिल के सिद्धांतों पर आधारित इंस्ट्रक्शन डिजाइन को समझा इससे पहले हमने मेरिल के लर्निंग के पहले सामान्य सिद्धांतों को देखा उसके आधार पर हमने एक इंस्ट्रक्शन डिजाइन को देखा साथ ही हमने देखा कि मेरिल के सभी पांच सिद्धांतों को लागू करने वाला इंस्ट्रक्शनल डिजाइन अद्वितीय नहीं है इस इकाई से अगली ३ ४ इकाइयों के लिए हम इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ लोकप्रिय मॉडलों को देखते हैं जो साहित्य में उपलब्ध हैं इन दृष्टिकोणों के संबंध में अनुसंधान का काफी निकाय मौजूद है इन इंस्ट्रक्शंस की दक्षता के साथ साथ प्रभावशीलता के संबंध में हमारे पास काफी मात्रा में अनुभवजन्य साक्ष्य भी हैं हमारे पास इस बारे में भी कुछ जानकारी है कि ये इंस्ट्रक्शनल तरीके कितने आकर्षक हैं आप में से कुछ लोग इनमें से कुछ विधियों से परिचित होंगे लेकिन इन विधियों में किए गए काफी शोध के कारण अब हम इन विधियों को बहुत ही संरचित और व्यवस्थित तरीके से देखने में सक्षम हैं यदि आप अपने स्वयं के इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को डिजाइन करते हैं तो यह एक प्रकार के संदर्भ के रूप में काम कर सकता है जिसकी आप जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके इंस्ट्रक्शनल अप्रोच में सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं इस श्रृंखला में पहला डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होगा इस इकाई में हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के सिद्धांतों को समझेंगे यह अनिवार्य रूप से पारंपरिक कक्षा सेटिंग में आमने सामने का निर्देश है उसमें शायद हम में से अधिकांश इससे काफी परिचित हैं लेकिन शायद हमें इसे और अधिक व्यवस्थित तरीके से देखना होगा कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की इस प्रसिद्ध पद्धति के सभी तत्व क्या हैं यह मूल रूप से पारंपरिक कक्षा सेटिंग में आमने सामने निर्देश है और यह विशेष रूप से औपचारिक कार्यक्रमों में निर्देश के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला दृष्टिकोण है औपचारिक कार्यक्रमों में एक निश्चित समय में वितरित की जाने वाली सामग्री आम तौर पर काफी विशाल होती है पाठ्यक्रम आम तौर पर काफी व्यापक है और निर्देश कार्यक्रम काफी अपरिवर्तित हैं परीक्षण प्रश्नोत्तरी आंतरिक मूल्यांकन के अन्य तत्व और सेमेस्टर अंत परीक्षा इन सभी को आयोजित करने की आवश्यकता काफी अपरिवर्तित होती है इसलिए किसी विशेष पद्धति को लागू करने के लिए जितना समय उपलब्ध है उस पर गंभीर प्रतिबंध हैं उस संदर्भ में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला दृष्टिकोण बना हुआ है क्योंकि यह इन दी गई बाधाओं के तहत संसाधन उपयोग के मामले में काफी कुशल है यह प्रभावी भी हो सकता है लेकिन शायद इस दृष्टिकोण को बहुत आकर्षक बनाने में कुछ कठिनाइयाँ हैं लेकिन यह असंभव नहीं है लेकिन इसके लिए कुछ खास प्रयास की जरूरत है मुख्य रूप से प्राथमिकता के अनुसार यदि हम देखते हैं दक्षता को प्रभावशीलता के साथ साथ निर्देश की आकर्षक प्रकृति से अधिक महत्व दिया जाता है इस दृष्टिकोण के लिए प्राथमिक प्रेरणा दक्षता है बेशक इस दृष्टिकोण के साथ एक आम चिंता उनकी सभी विविधताओं के साथ यह भी है कि इंजीनियरिंग कार्यक्रम में भर्ती होने वाले छात्र अपेक्षाकृत सजातीय होते हैं छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में उनकी प्रवेश स्तर की दक्षताओं के स्तर में और उनकी प्रेरणाओं में अभी भी महत्वपूर्ण अंतर मौजूद हैं इन अंतरों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में समायोजित करना बहुत मुश्किल हो सकता है हालांकि हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि छात्रों की संज्ञानात्मक क्षमताओं और पूर्वापेक्षा ज्ञान और प्रेरणाओं में काफी अंतर है हमें धीमी गति से सीखने वालों के साथ साथ तेजी से सीखने वालों और शायद कम प्रेरणा स्तर वाले और उच्च प्रेरणा स्तर वाले लोगों को संबोधित करने के लिए विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है लेकिन यह एक ऐसा दृष्टिकोण होगा जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का उपयोग करने पर एक अलग पहलू होगा शिक्षार्थियों में इन अंतरों को समायोजित करने के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अपने आप में बहुत अच्छा नहीं है साहित्य में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के लिए कई मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं इन सभी मॉडलों की एक सामान्य विशेषता यह है कि शिक्षक द्वारा सक्रिय प्रस्तुति के माध्यम से छात्रों को आवश्यक सामग्री सिखाई जाती है एक अन्य सामान्य विशेषता यह है कि शिक्षक निर्देश की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है हालांकि शिक्षक छात्रों की पसंद को ध्यान में रखते हैं भले ही वे छात्रों की वरीयता को ध्यान में रखते हैं शिक्षक पूरी प्रक्रिया के नियंत्रण में हैं इसलिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मूल रूप से एक शिक्षक संचालित प्रक्रिया है मॉडल में शिक्षक छात्र की बातचीत को दिए गए महत्व पर जोर देने के लिए यहां प्रस्तुत मॉडल को ट्रांजेक्शनल मॉडल कहा जाता है दिखाए गए मॉडल के अनुसार मुख्य रूप से तीन चरण होते हैं प्रेजेंटेशन फेस प्रैक्टिस फेस असेसमेंट और इवैल्यूएशन फेस फिर मॉनिटरिंग और फीडबैक का एक तत्व भी है जो वास्तव में इन तीनों चरणों में काम करता है जब भी आवश्यक हो मॉनिटरिंग और फीडबैक पहलू तस्वीर में आ जाता है तो आकृति में आप देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग और फीडबैक से लेकर सभी तीन चरणों प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस असेसमेंट और इवैल्यूएशन तक तीर हैं काफी अनौपचारिक रूप से प्रेजेंटेशन प्रशिक्षक द्वारा होती है असेसमेंट और इवैल्यूएशन प्रशिक्षक द्वारा किया जाता है प्रैक्टिस मुख्य रूप से शिक्षार्थियों द्वारा किया जाता है और मॉनिटरिंग और फीडबैक प्रशिक्षक द्वारा होती है यह प्राथमिक रूप से एक प्रशिक्षक संचालित मॉडल या शिक्षक संचालित मॉडल है जिसमें शिक्षक के साथ छात्रों की परस्पर क्रिया होती है पहला चरण प्रेजेंटेशन फेस में निम्नलिखित पांच गतिविधियां हैं रिव्यू व्हाट व्हाय एक्सप्लेनेशन और प्रोब और रेस्पॉन्ड probe respond आइए इन पांच शिक्षण गतिविधियों को कुछ विस्तार से देखें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से यह सर्वविदित है कि नई जानकारी को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है यह मेरिल का अटेंशन प्रिंसिपल भी है प्रेजेंटेशन फेस के पहले तीन तरीके रिव्यू व्हाट व्हाय एक समृद्ध संरचना प्रदान करते हैं जिसके भीतर इंस्ट्रक्शन होगा इसलिए मुख्य रूप से यह मेरिल के सिद्धांतों के आधार पर आईडी के सक्रियण और ध्यान से मेल खाता है जिसकी चर्चा हमने पिछली इकाई में की थी ट्रांजैक्शन मॉडल इन तीन निर्देशात्मक गतिविधियों को एक विशिष्ट क्रम रिव्यू व्हाट व्हाय में सूचीबद्ध करता है तथापि यदि उचित लगे तो प्रशिक्षक इस क्रम को बदल सकता है महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों गतिविधियों को नई जानकारी की व्याख्या शुरू करने से पहले पूरा किया जाता है इससे पहले कि प्रशिक्षक नए ज्ञान की ओर बढ़े यह आवश्यक है कि ये तीनों गतिविधियाँ पूरी हों रिव्यू व्हाट व्हाय रिव्यू उस पूर्व ज्ञान को सक्रिय करें जो होने वाली नई शिक्षा के लिए प्रासंगिक पूर्वापेक्षा है ऐसे कई निर्देशात्मक तत्व हैं जिनका उपयोग शिक्षक इस उद्देश्य के लिए कर सकता है शिक्षक और छात्र एक साथ ऐसी सामग्री की समीक्षा चर्चा कर सकते हैं शिक्षक एक ऐसी गतिविधि बना सकता है जिसमें छात्रों को पहले सीखी गई प्रासंगिक पूर्वापेक्षा दक्षताओं का उपयोग करने की आवश्यकता हो यह गतिविधि किसी समस्या को हल करना या एक छोटी प्रश्नोत्तरी या किसी विशिष्ट समस्या के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण की चर्चा हो सकती है यह समूह चर्चा हो सकती है यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रासंगिक पूर्वापेक्षा दक्षताओं को लागू किया जाता है कई निर्देशात्मक तत्व को उठाया जा सकता है छात्रों को पूर्व दक्षताओं और नई योग्यता के बीच संबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए तो यह पहली गतिविधि है जो हमें करनी चाहिए व्हाट इस बात का स्पष्ट विवरण है कि छात्रों से निर्देशात्मक इकाई के अंत में क्या करने में सक्षम होने की उम्मीद की जाती है जो हमारे लिए कोर्स आउटकम या कंपीटेंसी है इस सीओ कंपीटेंसी के संबंध में प्रशिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन उपकरणों को पहले से बताना एक अच्छा अभ्यास है यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है छात्रों को पता होना चाहिए कि वे कौन से मापदंड होंगे जिन पर उनका मूल्यांकन किया जा रहा है यह बताने के लिए एक अच्छा अभ्यास है सामने मूल्यांकन उपकरण जिनका उपयोग प्रशिक्षक द्वारा किया जाएगा जो छात्रों द्वारा सीखने को एक उचित दिशा प्रदान करेगा एक विशेष कंपीटेंसी कोर्स आउटकम के अनुरूप कई निर्देश सत्र हो सकते हैं यदि ऐसा है तो इन पाठों की एक अनुसूची प्रदान करना भी सहायक होगा इनमें से प्रत्येक पाठ में चर्चा के लिए कौन से विषय होंगे और सामग्री का क्रम कैसे आगे बढ़ेगा यह सहायक होगा यदि इस निर्देशात्मक इकाई की इस पाठ अनुसूची की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जाए व्हाट चरण में हम लर्निंग आउटकमस का एक स्पष्ट विवरण प्रदान करते हैं कोर्स आउटकम या कंपीटेंसी हम बताते हैं कि उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन उपकरण क्या होंगे हम पाठ अनुसूची की रूपरेखा या जिसे आप इंस्ट्रक्शंस शेड्यूल कह सकते हैं भी प्रदान करते हैं अगला महत्वपूर्ण बिंदु व्हाय है प्रशिक्षक को छात्रों के प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देना चाहिए मुझे इस सीखने की प्रक्रिया में क्यों शामिल होना चाहिए इसमें मेरे लिए क्या है यह मेरे पेशे के लिए कैसे प्रासंगिक है कहां मैं इस ज्ञान का उपयोग कर सकता हूं इस विशेष सीखने की गतिविधि से मुझे किस तरह की समस्या सुलझाने का कौशल मिलता है इस प्रकार के प्रश्न वास्तव में शिक्षार्थियों के दिमाग में होंगे और जब तक प्रशिक्षक छात्रों के इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में सक्षम नहीं होगा तब तक सीखने को नुकसान होने की संभावना है शिक्षक विभिन्न उपाख्यानों चर्चाओं मामले का अध्ययन संबंधित पाठ्यक्रमों में आवश्यक दक्षताओं आदि का उपयोग कर सकते हैं ताकि छात्रों को उनके पेशेवर जीवन के लिए उल्लिखित सीओ कंपीटेंसी के महत्व को समझाया जा सके यह अनिवार्य रूप से ध्यान आकर्षित करना है जिसकी चर्चा हमने पिछली इकाई में की थी यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षक छात्रों को सार्थक सीखने में संलग्न करने में सक्षम है इस स्तर पर निर्देशात्मक तत्व की एक विस्तृत चुनाव मौजूद है प्रशिक्षक परिस्थितिजन्य कारकों के आधार पर उपयुक्त उदाहरणों उपयुक्त उपयोगों को चुन सकता है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि छात्रों की चिंता कि मुझे इस सीखने की प्रक्रिया में क्यों शामिल किया जाना चाहिए का संतोषजनक उत्तर मिले फिर नई सामग्री पर वास्तविक निर्देश शुरू होता है इसलिए निर्देशात्मक गतिविधियाँ 1 2 3 वास्तविक निर्देश की एक प्रकार की प्रस्तावना बनाती हैं 4 एक्सप्लेनेशन है जहां नई सामग्री पर निर्देश शुरू होता है हम पहले से ही जानते हैं कि निर्देश से छात्रों को बताई गई दक्षताओं को हासिल करने और उन दक्षताओं को प्रदर्शित करने में सुविधा होनी चाहिए दिए गए सीओ कंपीटेंसी के लिए जो भी निर्देशात्मक तत्व सबसे उपयुक्त हैं उन्हें प्रशिक्षक द्वारा उठाया जाता है यह पूरी तरह से प्रशिक्षक की पसंद है विशिष्ट कोर्स आउटकम कंपीटेंसी को देखते हुए सीओ या कंपीटेंसी के वर्गीकरण स्तरों के आधार पर कौन से निर्देशात्मक घटक संज्ञानात्मक प्रक्रिया स्तर ज्ञान श्रेणी के आधार पर सबसे प्रभावी होंगे प्रशिक्षक द्वारा उपयुक्त निर्देशात्मक घटकों को उठाया जा सकता है तो इसका यह हिस्सा पूरी तरह से प्रशिक्षक का निर्णय है निर्देशात्मक घटकों को मूल रूप से उचित रूप से चुना जाना चाहिए यह मेरिल के डेमोंस्ट्रेट से मेल खाती है "प्रोब और रेस्पॉन्ड probe respond यह सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है कि सीखना उचित तरीके से हो रहा है निर्देश के दौरान शिक्षक को उसके द्वारा प्रस्तुत की जा रही नई सामग्री के बारे में छात्रों के सीखने के बारे में जांच करनी चाहिए इस जांच का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या छात्रों की समझ सही दिशा में आगे बढ़ रही है क्या अवधारणाओं को उचित अर्थों में समझा जा रहा है क्या प्रक्रियात्मक चरणों को उचित अर्थों में समझा जा रहा है मूल रूप से यह एक बहुत ही त्वरित और संक्षिप्त प्रारंभिक मूल्यांकन है इस जांच के परिणाम प्रश्नों की जांच करने से जहां आवश्यक हो प्रशिक्षक को निर्देश को ठीक करने में मदद मिलेगी यह आधार सामग्री निर्देश को बेहतर बनाने में सहायक होगा और हम इस पर आगे चर्चा करेंगे जब हम चरण सी को देखेंगे जो असेसमेंट एंड इवेलुएशन है इस जांच के दौरान प्रतीक्षा समय की सावधानीपूर्वक योजना बनाना भी महत्वपूर्ण है प्रतीक्षा समय दो प्रकार का होता है एक प्रशिक्षक द्वारा जांच और छात्रों की प्रतिक्रिया के बीच है मैं वहां कितना प्रतीक्षा समय देता हूं एक और प्रतीक्षा समय छात्रों की प्रतिक्रिया और शिक्षक की प्रतिक्रिया के बीच है यहाँ भी हमें सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए बहुत अधिक प्रतीक्षा समय शायद कक्षा को थोड़ा बेचैन कर देगा और शायद ध्यान भटक जाएगा और यदि प्रतीक्षा समय बहुत छोटा है तो संभव है कि छात्र कुछ निराश महसूस करें कि उन्हें शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है इन प्रतीक्षा समयों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए कई परिस्थितिजन्य कारक इन्हें प्रभावित करते हैं हमारे पास जिस तरह के शिक्षार्थीएकरूपता है विशिष्ट पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जा रहा है कक्षा का संदर्भ ये सभी चित्र में आ जाएंगे कोई नुस्खा नहीं है जो हमें बताता है कि प्रतीक्षा समय क्या होना चाहिए यह मूल रूप से प्रशिक्षक है जिसे इस पर निर्णय लेना होता है कि वास्तव में निर्देश कैसे हो रहा है फिर चरण बी का संबंध प्रैक्टिस से है यह व्यापक रूप से स्थापित है कि शिक्षार्थियों को प्राप्त की जा रही दक्षताओं का अभ्यास करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में अवसर प्रदान करना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व है छात्र नया ज्ञान प्राप्त करता है और यदि छात्र किसी समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए उस ज्ञान को लागू करने में सक्षम है तो सीखना गहरा हो जाता है यह सीखने का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि छात्रों को वास्तव में गहरी समझ प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान को लागू करना चाहिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल के प्रैक्टिस चरण के तीन पहलू हैं गाइडेड प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और पीरियाडिक रिव्यू गाइडेड प्रैक्टिस जैसा कि नाम का तात्पर्य है अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि छात्र शिक्षक की प्रत्यक्ष देखरेख में नए अर्जित ज्ञान और कौशल के आवेदन का अभ्यास करते हैं छात्र या तो स्वतंत्र रूप से या छोटे समूहों में काम कर सकते हैं लेकिन शिक्षक को छात्र गतिविधि की निगरानी करनी चाहिए और छात्रों को उनके अभ्यास में मदद करने के लिए तुरंत प्रतिपुष्टि देनी चाहिए जिसका अर्थ है कि एक पारंपरिक कक्षा सेटिंग में जहां कक्षा का आकार काफी बड़ा है 60 70 छात्रों की कक्षा होना असामान्य नहीं है एक प्रशिक्षक के लिए छात्र गतिविधि की बारीकी से निगरानी करना और उपयोगी प्रतिपुष्टि प्रदान करना बहुत मुश्किल हो सकता है इसका यह भाग किसी न किसी प्रकार के ट्यूटोरियल मोड में चलाया जाना चाहिए जहाँ केवल एक विशेष प्रशिक्षक या एक शिक्षक की देखरेख में लगभग 20 से 25 छात्र होते हैं उस स्थिति में छात्र गतिविधि की बारीकी से निगरानी करना और तुरंत प्रतिपुष्टि देना संभव हो जाता है वास्तविक कार्यान्वयन को फिर से विभाग द्वारा तैयार किया जाना है यह मूल रूप से एक प्रकार का ट्यूटोरियल मोड है यह ट्यूटोरियल सत्रों में काफी व्यापक और प्रभावी हो सकता है लेकिन यह गाइडेड प्रैक्टिस है हल की जाने वाली समस्याओं का चयन शिक्षक द्वारा किया जाता है शिक्षक नियंत्रण में है और प्रशिक्षक की सीधी देखरेख में छात्र अभ्यास कर रहे हैं प्रारंभ में यह अधिक अपनाया जाता है जैसे जैसे छात्र नए अर्जित ज्ञान के साथ अधिक सहज होते जाते हैं और जैसे जैसे वे इस नए अर्जित ज्ञान का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के मामले में अधिक सक्षम होते जाते हैं प्रशिक्षक द्वारा दी जाने वाली सलाह को धीरे धीरे कम किया जा सकता है शिक्षार्थी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की ओर अधिक बढ़ेंगे छात्र स्वतंत्र रूप से नए अर्जित ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग का प्रयास करेंगे कक्षा के संदर्भ में इसे फिर से करना समय के कारकों को देखते हुए बहुत कठिन हो सकता है अधिकतर यह घर ले जाने के कार्य के रूप में होता है लेकिन त्वरित और संक्षिप्त अभ्यास कक्षा के संदर्भ में भी किए जा सकते हैं यह अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम की प्रकृति सीओ की प्रकृति और उन दक्षताओं की प्रकृति पर निर्भर करता है जिनसे हम निपट रहे हैं इस संबंध में प्रशिक्षक को चुनाव करना होगा लेकिन विचार यह है कि शिक्षक का पर्यवेक्षण वापस ले लिया जाए और छात्र स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करने के लिए नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग का अभ्यास करते हैं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि छात्रों को काम पूरा करना चाहिए दिया गया कोई भी असाइनमेंट छात्रों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और समय पर जमा किया जाना चाहिए और उतना ही महत्वपूर्ण इसका मूल्यांकन शिक्षक द्वारा बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए वास्तव में एक शिकायत जो हम अक्सर छात्रों से सुनते हैं वह यह है कि असाइनमेंट एक नियमित गतिविधि की प्रकृति में अधिक होते हैं और छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए इन असाइनमेंट का वास्तव में प्रशिक्षकों द्वारा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन नहीं किया जाता है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के वास्तव में प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक इन सभी असाइनमेंट का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करे या दी गई गतिविधि का कोई अन्य रूप छात्रों द्वारा इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और शिक्षक को छात्रों को प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए उन्हें बताना कि क्या सही है क्या गलत है अगर कुछ सही है तो कैसे सही है और अगर कुछ गलत है तो गलत क्यों है इस प्रकार की रचनात्मक प्रतिपुष्टि छात्रों को दी जानी चाहिए यदि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस सीखने में योगदान देना है पीरियाडिक रिव्यू इसे टीचर प्रोब गाइडेड प्रैक्टिस और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में शामिल किया जा सकता है मुख्य विशेषता यह है कि छात्र उन कार्यों पर अभ्यास करते हैं जिनके लिए उन्हें हाल ही में अर्जित ज्ञान और कौशल के साथ साथ पहले हासिल किए गए कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि नए अर्जित ज्ञान और कौशल को पिछले सत्रों में प्राप्त ज्ञान और कौशल के साथ एकीकृत किया जाए जितनी बार हम छात्रों को एकीकरण की इस प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि सीखना गहरा होगा और सीखी गई सामग्री छात्रों की दीर्घकालिक स्मृति में चली जाएगी जितनी बार संभव हो छात्रों को नए अर्जित ज्ञान को पहले के ज्ञान के साथ जोड़ने की अनुमति दें और समस्याओं को हल करने के लिए इस संयुक्त ज्ञान और कौशल का उपयोग करें मूल रूप से छात्र उन कार्यों पर अभ्यास करते हैं जिनके लिए उन्हें हाल ही में अर्जित ज्ञान और कौशल के साथ साथ पहले हासिल किए गए ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता होती है यहअनुमति देता है प्रशिक्षक को सीखने की प्रक्रिया की समीक्षा करने की पहले सीखी गई सामग्री के लिए इस तरह का पुनरीक्षण सीखने को बहुत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है जब इस तरह की समीक्षा अक्सर होती है तो इस सामग्री के छात्र की दीर्घकालिक स्मृति में जाने की संभावना बहुत बहुत अधिक हो जाती है यहां तक कि जब सामग्री पहले से ही दीर्घकालिक स्मृति में है तो छात्रों को उस जानकारी को पुनः प्राप्त करने और उसका उचित उपयोग करने के अभ्यास की आवश्यकता होती है भले ही शिक्षार्थियों ने पहले से ही इस सामग्री को दीर्घकालिक स्मृति के लिए समर्पित कर दिया है फिर भी छात्रों को उस जानकारी को याद करने और उसका उचित उपयोग करने में मदद करना सार्थक है इस प्रकार पीरियाडिक रिव्यू एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है बेशक तंग शेड्यूल को देखते हुए कितनी पीरियाडिक रिव्यू की जा सकती है यह प्रशिक्षक द्वारा तय किया जाना है लेकिन जिस हद तक बाधाएं अनुमति देती हैं प्रशिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीरियाडिक रिव्यू होती रहे फेस सी एसेसमेंट एंड इवेलुएशन कितनी भी इकाइयों में हमने इस बात पर जोर दिया है कि एसेसमेंट एंड इवेलुएशन सीखने का एक महत्वपूर्ण घटक है गुणवत्ता मूल्यांकन गुणवत्ता सीखने को प्रेरित करता है फॉर्मेटिंव एसेसमेंट के साथ साथ सम्मेटिव एसेसमेंट और मूल्यांकन आवश्यक हैं फॉर्मेटिंव एसेसमेंट एंड इवेलुएशन प्राथमिक उद्देश्य डेटा एकत्र करना है जिसका मूल्यांकन यह तय करने के लिए किया जा सकता है कि क्या सीखने में सुधार के लिए निर्देश या अतिरिक्त निर्देशात्मक सत्रों में कोई मध्य पाठ्यक्रम सुधार आवश्यक है इसलिए फॉर्मेटिंव एसेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य प्रकृति में निदानात्मक है डेटा जो हमें पहले जांच और प्रतिक्रिया से मिला है अभ्यास के दौरान प्रशिक्षक द्वारा किए गए अवलोकन और आवधिक समीक्षा ये सभी गतिविधियाँ प्रशिक्षक को काफी मात्रा में डेटा देती हैं प्रशिक्षक इस सभी डेटा का उपयोग किसी भी मध्य पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता के साथ साथ किसी भी अतिरिक्त निर्देशात्मक सत्र की आवश्यकता को निर्धारित करने में कर सकता है इसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत विशिष्ट फॉर्मेटिव एसेसमेंट भी हो सकते हैं पाठ्यक्रम के दौरान प्रश्नोत्तरी की तरह अक्सर वास्तव में शिक्षक इस प्रकार के अतिरिक्त विशिष्ट फॉर्मेटिव एसेसमेंट उपकरणों का उपयोग करते हैं नियमित जांच और प्रतिक्रिया के अलावा अभ्यास और आवधिक समीक्षा के दौरान अवलोकन विशिष्ट मूल्यांकन उपकरणों को फॉर्मेटिव एसेसमेंट उद्देश्यों के लिए प्रशासित किया जा सकता है सम्मेटिव एसेसमेंट एंड इवेलुएशन मूल रूप से सम्मेटिव एसेसमेंट एंड इवेलुएशन से डेटा उपकरणों को निरंतर आंतरिक मूल्यांकन के भाग के रूप में प्रशासित किया जाता है जिसका उपयोग सी ओ की प्राप्ति की गणना में किया जाता है जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है लेकिन सतत आंतरिक मूल्यांकन के दौरान सम्मेटिव एसेसमेंट के परिणामों का उपयोग फॉर्मेटिंव उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई मध्य पाठ्यक्रम सुधार आवश्यक है यदि कोई विशेष सीओ योग्यता अधिकांश छात्रों के लिए समस्या पैदा कर रही है तो अतिरिक्त निर्देश की आवश्यकता है हालांकि मूल्यांकन उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य प्रकृति में सम्मेटिव है डेटा का उपयोग निश्चित रूप से एक फॉर्मेटिंव तरीके से भी किया जा सकता है बेशक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जैसा कि हमने कई बार जोर दिया है यह है कि सभी मूल्यांकन सीओ के साथ संरेखित होने चाहिए पाठ्यक्रम के सेमेस्टर अंत परीक्षा के संबंध में छात्रों को फीडबैक प्रदान करने के मामले में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि छात्रों ने पहले ही इस कक्षा को पूरा कर लिया है फिर अंत में फेस डी मॉनिटरिंग एंड फीडबैक में दो निर्देशात्मक गतिविधियां शामिल होती हैं जो पूरे निर्देश में जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार होनी चाहिए क्यूज एंड प्रॉमट करेक्टिव फीडबैक एंड रिइंफोर्समेंट क्यूज एंड प्रॉमट का उपयोग तब किया जाता है जब पिछली सामग्री की समीक्षा की जा रही हो प्रशिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हों जो जांच के दौरान हो या छात्र गाइडेड प्रैक्टिस में लगे हों अनिवार्य रूप से इन क्यूज एंड प्रॉमट का विचार है जब छात्र समाधान के करीब होते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं एक छोटा सा बिंदु है जहां छात्र वास्तव में अवरुद्ध हो रहे हैं इसलिए प्रशिक्षक एक संकेत प्रदान करके छात्रों की मदद कर सकता है जो सहायक रूप से छात्रों से उपयुक्त प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरक करेगा ताकि वे उस कार्य को पूरा कर सकें यदि बार बार क्यूज एंड प्रॉमट छात्रों को कार्य पूरा करने में विफल होते हैं तो संभावना है कि आगे के निर्देश की आवश्यकता है छात्रों की समझ में अंतराल हैं और अतिरिक्त सामग्री या प्रशिक्षक द्वारा आगे के निर्देश सीखने के पूरक के लिए आवश्यक हो सकता है इसलिए ये क्यूज एंड प्रॉमट शिक्षार्थियों को उनके रास्ते में मौजूद किसी भी छोटी मोटी बाधा को दूर करने में मदद करने वाले हैं करेक्टिव फीडबैक एंड रिइंफोर्समेंट फिर से बहुत आवश्यक हैं अनुदेशक को छात्र के सीखने के प्रत्येक मूल्यांकन के बाद करेक्टिव फीडबैक एंड रिइंफोर्समेंट प्रदान करना चाहिए निर्देश के दौरान फॉर्मेटिंव और साथ ही सम्मेटिव बेशक जैसा कि मैंने उल्लेख किया है सेमेस्टर अंत परीक्षा एक अपवाद है हम शायद सेमेस्टर के अंत की परीक्षा के बाद वास्तव में कोई प्रतिपुष्टि नहीं दे सकते आकलन और प्रतिपुष्टि के बीच देरी यथासंभव कम होनी चाहिए ताकि इसे वास्तव में प्रभावी बनाया जा सके यह एक और बहुत महत्वपूर्ण घटक है जिसे सभी प्रशिक्षकों को चाहिए याद रखना कि मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि के बीच की देरी यथासंभव छोटी होनी चाहिए यदि आप एक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और छात्रों को सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान की जानी चाहिए यह आम तौर पर छात्र उपलब्धि के लिए सबसे अधिक सहसंबद्ध पाया जाता है किसी भी अन्य कार्रवाई की तुलना में जो प्रशिक्षक कर सकता है यह आश्चर्यजनक लग रहा है लेकिन यह दिखाने के लिए काफी मात्रा में सबूत हैं कि छात्रों को जितना तेज़ प्रतिपुष्टि प्रदान किया जाएगा छात्रों की शिक्षा उतनी ही बेहतर होगी इसलिए आकलन और प्रतिपुष्टि के बीच की देरी यथासंभव कम होनी चाहिए फीडबैक प्रदान किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को न केवल सही गलत का पता चल सके बल्कि यह भी पता चल सके कि कोई विशेष उत्तर गलत या सही क्यों है छात्रों को प्रदान किए जा रहे ज्ञान की पूरी गहराई से समझ होनी चाहिए छात्रों की मदद करने की इस भावना में फीडबैक प्रदान की जानी चाहिए तो जाहिर है एक तरह का उपहास या इस तरह की टिप्पणियों से बचना चाहिए जो अनिवार्य रूप से छात्र को परेशान करती हैं छात्रों को बेहतर तरीके से सीखने के लिए समर्थन देनेमदद करने की प्रकृति में यह अधिक है कि फीडबैक प्रदान किया जाना चाहिए रिइंफोर्समेंट शैक्षणिक उपलब्धि की सकारात्मक प्रशंसा भी छात्रों को अधिक प्रेरित बनने में मदद करती है बेशक जब ऐसा किया जाता है तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कम उपलब्धि हासिल करने वालों का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं कोई अपमानजनक प्रकार की तुलना नहीं है लेकिन एक सकारात्मक प्रशंसा छात्रों की मदद करती है एक सकारात्मक प्रशंसा बेहतर मदद करती है प्रेरणा में तो रिइंफोर्समेंट किया जा सकता है और यह भी गुणवत्ता पूर्वक सीखने में योगदान देता है यह चरण पिछले चरण एसेसमेंट एंड इवेलुएशन से निम्नलिखित अर्थों में भिन्न है एसेसमेंट एंड इवेलुएशन काफी संरचित है यह निर्धारित समय पर बहुत ही संरचित तरीके से होता है जबकि आवश्यकता पड़ने पर पूरे निर्देश में मॉनिटरिंग एंड फीडबैक होती है यहाँ प्रस्तुत डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के ट्रांजैक्शन मॉडल में ४ चरणों में फैली १२ निर्देशात्मक गतिविधियाँ हैं हमने वह देखा है हमने मेरिल के सीखने के पांच पहले सिद्धांतों और उन सिद्धांतों पर आधारित एक आईडी पर पहले की इकाई में चर्चा की थी हालांकि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल में निर्देशात्मक गतिविधियों की शब्दावली और संगठन मेरिल के सिद्धांतों पर आधारित आईडी से अलग है इन दोनों के बीच अच्छा पत्राचार है आत्मा में वे काफी समान हैं इस्तेमाल किए गए वास्तविक शब्द अलग हैंI हम इस तुलना को यहां बहुत आसानी से देख सकते हैं पहली तीन गतिविधियां रिव्यू व्हाट एंड व्हाय वे मेरिल के सिद्धांतों या मेरिल के सक्रियण के सिद्धांत के आधार पर आईडी के सक्रियण और ध्यान के अनुरूप हैं स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शन है जांच और प्रतिक्रिया दोनों अनुप्रयोग और मूल्यांकन दोनों एक साथ हैं क्योंकि छात्र सीखे गए ज्ञान को लागू कर रहे हैं और शिक्षक कुछ हद तक यह आकलन कर रहे हैं कि उनके सीखने की गुणवत्ता क्या है फिर गाइडेड प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस दोनों अनुप्रयोग और प्रदर्शन हैं छात्र अपने नए अर्जित ज्ञान और कौशल को लागू कर रहे हैं और प्रशिक्षक जब आवश्यक हो प्रदर्शन भी कर रहे हैं पीरियाडिक रिव्यू आंशिक रूप से मेरिल के प्रतिबिंब सिद्धांत को संबोधित करता है फिर फॉर्मेटिंव एसेसमेंट सम्मेटिव एसेसमेंट क्यूज एंड प्रॉमट करेक्टिव फीडबैक अनिवार्य रूप से यह आवेदन का एक संयोजन है जहां छात्र अपने ज्ञान और कौशल और प्रदर्शन को लागू करते हैं जहां प्रशिक्षक आवश्यकता के आधार पर आवश्यक ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करता है और आंशिक रूप से प्रतिबिंब जहां छात्र नए अर्जित ज्ञान को उस ज्ञान और कौशल के साथ एकीकृत करते हैं जो उन्होंने पहले की इकाइयों में हासिल कर लिया है मूल रूप से इन दोनों के बीच काफी तरह की मैपिंग है हालांकि शर्तें अलग अलग हैं हमें इस मॉडल और मेरिल के सिद्धांतों के बीच इस पत्राचार को देखने की जरूरत है एक बहुत अच्छा संदर्भ उपलब्ध है जहां वास्तविक अभ्यास और वास्तविक प्रथाओं और प्रत्यक्ष दृष्टिकोण निर्देश मॉडल के कार्यान्वयन से अनुभवजन्य डेटा उपलब्ध हैं और यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इनका उल्लेख कर सकते हैं कि किस प्रकार का अनुभवजन्य डेटा उपलब्ध है इस तरह के सैद्धांतिक सिद्धांतों के समर्थन में अभ्यास निर्देशात्मक गतिविधियों और उनके अनुक्रम का वर्णन करें जिसका उपयोग आपने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पर आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाते समय किया था अभ्यास के परिणामों को साझा करने के लिए धन्यवाद taleiisctagmailcom पर अगली इकाई में हम शिक्षा के प्रति परियोजना आधारित उपागम को समझने का प्रयास करेंगे जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कई निर्देशात्मक दृष्टिकोण हैं और हालांकि मेरिल के व्यापक सिद्धांत लागू होते हैं विशिष्ट दृष्टिकोण इस विवरण में भिन्न होते हैं कि वे छात्रों द्वारा सीखने को कैसे देखते हैं हमने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का ट्रांजैक्शन मॉडल देखा है अगली 3 4 इकाइयों में हम इंस्ट्रक्शन के कुछ अन्य लोकप्रिय तरीकों को देखते हैं अगली इकाई में हम निर्देश के लिए परियोजना आधारित दृष्टिकोण को देखेंगे धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे